गुड नून अब हम रिसोर्से एलोकेशन का शेष भाग देखते हैं पिछले वर्ग में हमने देखा है कि रिसोर्से एलोकेशन के विभिन्न परिणाम हैं एक एक्टिविटी शेड्यूल है एक रिसोर्से शेड्यूल और कॉस्ट शेड्यूल पिछली कक्षा में हमने एक्टिविटी शेड्यूल और कॉस्ट रिसोर्से शेड्यूल पर चर्चा की है अब आज मुख्य फोकस कॉस्ट शेड्यूल होगा हम देखेंगे कि व्यक्तियों को रिसोर्से एलोकेशन कैसे किया जाए फिर रिसोर्से शेड्यूल को किस रूप में प्रचारित किया जाए फिर कॉस्ट शेड्यूल और शेड्यूलिंग अनुक्रम क्या होगा अब तक हमने कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया है मैंने आपको पहले ही रिसोर्से शेड्यूलिंग में बताया है यह रिसोर्से शेड्यूल अर्लीस्ट स्टार्ट डेट और अर्लीस्ट कंपलीशन डेट की अवधारणा पर आधारित थी इसलिए हमने परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की है जहां कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता है ऐसा करने से गतिविधियों को पूरा करने पर अड़चनें आएंगी इससे लक्ष्य की तारीखों को पूरा न करने का रिस्क भी बढ़ सकता है तो कुछ विकल्प हैं वैकल्पिक रूप से प्रोजेक्ट मैनेजर अतिरिक्त कर्मचारियों का उपयोग करते हुए अधिक मैन पावर का उपयोग करने पर विचार कर सकता है या वह समग्र अवधि को लंबा कर सकता है वह परियोजना की समग्र अवधि बढ़ा सकता है बेशक अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजित करने की अतिरिक्तकॉस्ट लग सकती है इसे विलंब की कॉस्ट के साथ तुलना करने की आवश्यकता होगी इसलिए यदि हम कुछ अतिरिक्त मैनपावर जोड़ेंगे तो आवश्यक कॉस्ट क्या होगी हम यह कहते हैं कि यदि इस डिलीवरी में देरी हो सकती है और कितना रीस्क शामिल होगा तो उन सभी चीजों की तुलना ठीक है तो अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजित करने के कारण अतिरिक्त कॉस्ट जो विलंबित डिलीवरी की लागत की तुलना में है साथ ही निर्धारित तिथि तक नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को एक उचित कार्रवाई करनी पड़ सकती है या तो वह डिलीवरी की तारीख में देरी करेगा या वह यदि ऐसा है तो जरूरी है कि आपको लक्ष्य की तारीख पूरी करनी है तो उसे अतिरिक्त मैनपावर नियुक्त करना होगा ताकि निर्धारित समय के अनुसार प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम पूरा किया जा सके अब आइए देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजर व्यक्तियों को रिसोर्से एलोकेशन कैसे कर सकता है रिसोर्से एलोकेशन करना और रिसोर्से हिस्टोग्राम को स्मूथिंग करना वे अपेक्षाकृत सरल हैं जहां किसी दिए गए प्रकार के सभी रिसोर्सेज को कम या ज्यादा समतुल्य माना जा सकता है लेकिन वास्तव में आप उन सभी रिसोर्सेज को देखेंगे जो उनके लिए समान महत्व के नहीं हो सकते हैं उन्हें practice में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्हें समान नहीं माना जा सकता है गतिविधियों के लिए मजदूरों को एलोकेट करते समय एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं मान लीजिए आप एक बड़ी परियोजना का निर्माण कर रहे हैं और उस परियोजना के लिए मजदूरों को एलोकेट कर रहे हो आप एक बड़ी इमारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें 50 मंजिला इमारत भी है वहाँ हमें व्यक्तियों के बीच अंतर करने की आवश्यकता नहीं है हम मजदूरों को एक जैसा ट्रीट करेंगे हम मजदूरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उनके साथ किया जाता है उनके कौशल और उत्पादकता के संबंध में अब तक उन्हें समान माना जा सकता हैलेकिन सॉफ्टवेयर परियोजनाओं को विकसित करते समय ऐसा नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर विकास कौशल की प्रकृति और सॉफ्टवेयर विकास की प्रकृति के कारण यहां अलग अलग व्यक्तियों के कौशल और अनुभव हैं उन्हें काम पर एक जैसा नहीं माना जा सकता है उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है इसलिए अंतिम प्रोडक्ट के लिए समय और संभावित गुणवत्ता निर्धारित करने में कौशल और अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो स्थिति पर निर्भर करता है हमें अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग अनुभवी व्यक्तियों को अलग अलग काम अलग अलग काम या अलग अलग गतिविधियाँ सौंपनी हैं आमतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए कर्मचारियों के व्यक्तिगत सदस्यों को जल्द से जल्द गतिविधियों के लिए एलोकेट करें ताकि कुछ समस्या होने परकुछ समय मैनेजर के हाथ में रहेगा जो वह उपयोग कर सकता है वह उपचारात्मक कार्रवाई कर सकता है व्यक्तियों को कार्यों के लिए एलोकेट करने में कई कारक हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है व्यक्तिगत कार्यों को एलोकेट करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है नंबर एक उपलब्धता है इसका मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर को यह जानना होगा कि क्या कोई विशेष व्यक्ति आवश्यकता होने पर उपलब्ध होगा देखें कि अब आपको कुछ प्रोग्रामर की आवश्यकता है लेकिन ये प्रोग्रामर वे कुछ अन्य परियोजनाओं को विकसित करने में व्यस्त हैं इसलिए आपकी जरूरत के दौरान वे उपलब्ध नहीं हैं तो यह एक और है जो कि आपके लिए उपलब्ध मुख्य कारक में से एक है जो कि उपलब्धता है जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर या जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है आपको पता होना चाहिए कि क्या उपलब्ध है या नहीं तो इसलिए यह पहले से पर्याप्त है पहले से आपको यह कहना होगा कि इसके लिए मुझे केंद्रीय पूल में 5 प्रोग्रामर की आवश्यकता है ताकि समय के नियत समय में 5 प्रोग्रामर को आपकी परियोजना के लिए नियोजित किया जा सके इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को यह जानना होगा कि क्या विशेष व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होगा या वे कुछ अन्य परियोजनाओं में व्यस्त हैं इसलिए उन्हें तुरंत आपकी परियोजना के लिए एलोकेट नहीं किया जा सकता है अगला कारक क्रिटीकेलिटी है महत्वपूर्ण पथ पर गतिविधियों के लिए अधिक अनुभवी कर्मियों का एलोकेशन अक्सर परियोजना की अवधि को कम करने में मदद करता है या कम से कम ओवररन के रीस्क को कम करता है तो कौन सी अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको उन महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए अधिक अनुभवी कर्मियों को एलोकेट करना चाहिए जो परियोजना के विकास को कम करने में मदद करेंगे या परियोजना की अवधि भी इससे ओवररन का रीस्क कम कर देगी एक अन्य कारक जिसमें होगा जो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कर्मियों के एलोकेशन को प्रभावित कर सकता है जो रीस्क रखते हैं इसलिए उन गतिविधियों की पहचान करना जो सबसे बड़े रीस्क पैदा कर रहे हैं और उन कारकों को जानना जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को कर्मचारियों को एलोकेट करने में मदद करेंगे इसलिए आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी गतिविधियाँ सबसे बड़ा रीस्क हैं साथ ही हमें उन कारकों को जानना होगा जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैंयह कर्मचारियों के सदस्यों को विभिन्न कार्यों या गतिविधियों को एलोकेट करने में मदद करेगा इसलिए जैसा कि नियम कहता है उच्चतम रीस्क वाली गतिविधियों के लिए सबसे अनुभवी कर्मचारियों को एलोकेट करना तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको सबसे अधिक रीस्क वाले गतिविधि के लिए सबसे अनुभवी कर्मचारियों को एलोकेट करना चाहिए क्योंकि इससे समग्र परियोजना अनिश्चितताओं को कम करने में अधिक प्रभाव पड़ता है रीस्क कम हो जाएगा परियोजना की अनिश्चितता कम हो जाएगीअगर मैं करता हूं तो आप उच्चतम या सबसे अनुभवी कर्मचारियों को सबसे अधिक रीस्क वाले काम के लिए एलोकेट करेंगे तो लेकिन आप जानते हैं कि अधिक अनुभवी कर्मचारी जाहिर है वे अधिक महंगे होंगे उन्हें अधिक वेतन या अधिक fees की आवश्यकता होगी जो आप कह सकते हैं कि वे इसके लिए अधिक शुल्क हैं इतना अधिक शुल्क इसलिए अधिक अनुभवी कर्मचारी आमतौर पर अधिक महंगे होते हैं एक अन्य कारक जो कार्यों के व्यक्तियों के एलोकेशन को प्रभावित कर सकता है वह है ट्रेनिंग यदि जूनियर कर्मचारियों को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए एलोकेट किया जाता है तो यह संगठन को लाभान्वित करेगा इसलिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं हमें उन गतिविधियों के लिए बहुत वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारियों को एलोकेट करना चाहिए लेकिन जो थोड़ा बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी साधारण गतिविधियां जो आप कह सकते हैं इसलिए हम वहां आवेदन कर सकते हैं और हम जूनियर स्टाफ के सदस्यों को एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि पर्याप्त फ्लोट समय होगा पर्याप्त slack समय होगा या उन गतिविधियों के लिए पर्याप्त खाली समय होगा ताकि जो जूनियर कर्मचारी सदस्य सीख सकते हैं वे प्रशिक्षण ले सकें और वे अपना कौशल विकसित कर सकें यहां तक कि विशेष परियोजना के लिए प्रत्यक्ष लाभ भी हो सकता है चूंकि कुछ लागत प्रशिक्षण बजट को एलोकेट की जा सकती है इसलिए विभिन्न कार्यों के लिए व्यक्तियों के एलोकेशन के बारे में निर्णय लेते समय या एलोकेट करते समय प्रशिक्षण भी एक अन्य कारक है और अंतिम एक टीम बिल्डिंग है इसलिए व्यक्तियों का चयन भी परियोजना टीम के अंतिम आकार को ध्यान में रखता है प्रोजेक्ट टीम की संरचना कैसी होगी और वे किस तरह से एक साथ काम करेंगे तुम वहां जानते हो मुख्य कार्यक्रम या टीम संरचना या डेमोक्रेटिक टीम संरचना या मिश्रित नियंत्रण टीम संरचना जैसी विभिन्न टीम संरचनाएं हो सकती हैं चीफ प्रोग्रामर टीम संरचना में आप जानते हैं चीफ के रूप में एक सिंगल प्रोग्रामर होगा उसके अधीन बॉस वहाँ कुछ प्रोग्रामर काम कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्तिगत प्रोग्रामर के तहत कुछ उप कुछ अधीनस्थ कर्मचारी काम कर रहे हैं तो ये अधीनस्थ कर्मचारी प्रोग्रामर को रिपोर्ट करेंगे और प्रोग्रामर को बदले में वे चीफप्रोग्रामर को रिपोर्ट करेंगे तो यह एक प्रकार की संरचना है जिसे चीफ प्रोग्रामर कहा जाता है इसी तरह एक और है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक टीम संरचना में प्रत्येक डेवलपर या प्रत्येक प्रोग्रामर हर दूसरे प्रोग्रामर या हर दूसरे डेवलपर से संवाद कर सकता है इसके लिए कोई रोक नहीं है कि वे एक ही मालिक को रिपोर्ट करेंगे तो सभी आपस में संवाद कर सकते हैं और एक अन्य टीम का मिश्रित नियंत्रण है इसका मतलब है कि यहाँ यह एक हाइब्रिड टीम संरचना है यहाँ चीफ प्रोग्रामर टीम के साथ साथ डेमोक्रेटिक टीम दोनों की विशेषताएं हैं क्योंकि प्रत्येक चरण में प्रत्येक टीम संरचना के अपने फायदे और नुकसान हैं दोनों टीम संरचनाओं के लाभों का लाभ उठाने के लिए इसलिए एक मिश्रित नियंत्रण टीम संरचना का पालन किया जाता है इसीलिए अलग अलग कार्यों के लिए व्यक्तियों को एलोकेट करते समय आपको यह देखना होगा कि टीम संरचना क्या होगी जहां यह व्यक्ति काम करेगा कि वह चीफ प्रोग्रामर टीम संरचना आधारित परियोजना या डेमोक्रेटिक टीम संरचना आधारित परियोजना या मिश्रित नियंत्रण टीम संरचना आधारित परियोजना में काम कर रहा है या नहीं तो इस टीम संरचना या परियोजना के अंतिम आकार के आधार पर आपको यह तय करना चाहिए कि आप किस व्यक्ति को अनुमति देंगे आप उस विशेष परियोजना को एलोकेट करेंगे तो यह है कि टीम बिल्डिंग को किस रूप में लिया जाना है या यह भी विचार किया जाना चाहिए जबकि व्यक्तियों को कार्य एलोकेट करने के लिए ठीक है इसलिए यही कारण है कि टीम का निर्माण कार्य में व्यक्तियों को एलोकेट करते समय एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब देखते हैं कि हमने पहले से ही यह देखा है कि इसे कैसे तैयार किया जाए रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए पहले हमने इस रिसोर्से आवश्यकता सूची को तैयार किया है और फिर हमने रिसोर्से हिस्टोग्राम के लिए मैप किया है तो फिर देखते हैं कि हम रिसोर्से शेड्यूल को कितनी कुशलता से प्रचारित कर सकते हैं रिसोर्सेज का एलोकेशन और शेड्यूलिंग में हमने इसका उपयोग किया है हमने एक्टिविटी प्लान या प्रेसिडेंस नेटवर्क का उपयोग किया है हमने गतिविधि बार चार्ट के साथ साथ रिसोर्से हिस्टोग्राम भी उपयोग किया है इसलिए इन तीन चीजों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक्टिविटी प्लान या प्रेसिडेंस नेटवर्क और एक्टिविटी बार चार्ट और रिसोर्से हिस्टोग्राम का निर्माण कैसे किया जाए या रिसोर्सेज का एलोकेशन और निर्धारण कैसे किया जाए इसलिए इन्हें पहले ही देखा जा चुका है लेकिन ये प्रोजेक्ट शेड्यूल के प्रकाशन और संचार का सबसे अच्छा तरीका नहीं हैं हम इसमें से एक को देखते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल के प्रकाशन और संचार के कुशल तरीके जिन्हें हम कार्य योजना या कार्य अनुसूची कहते हैं तो इसके लिए इसका मतलब है प्रचार के लिए संचार प्रकाशित करने के लिए प्रोजेक्ट शेड्यूल प्रकाशित करने के लिए हमें कार्य योजना या वर्क शेड्यूल के कुछ प्रकार की आवश्यकता है या प्रोजेक्ट मैनेजर की आवश्यकता है तो कार्य योजना क्या है कार्य योजना एक सामान्य कार्य योजना है और इसे सामान्यतः सूची या चार्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है इसलिए आमतौर पर कार्य योजनाएं आमतौर पर किसी प्रकार की सूचियों या चार्ट के रूप में प्रकाशित की जाती हैं एक उदाहरण मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा यहाँ देखें यह एक उदाहरण है यह एक कार्य योजना या कार्य अनुसूची का उदाहरण है जो हम लिख रहे हैं कि रिसोर्सेज कौन हैं मैन पावर क्या डेवलपर्स या एनालिस्ट या टेस्टर क्या है फिर वे कौन सी गतिविधि करने वाले हैं फिर सप्ताह संख्या और सप्ताह के तहत प्रत्येक दिन ठीक दिया जाता है ये गतिविधियां हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि दो भाग हैं शेड्यूलिंग भाग के साथ साथ फ्लोट या slack समय सब कुछ दिखाया गया है तो रिसोर्स एलोकेशन का प्रतिनिधित्व या प्रकाशन करने का यह एक बेहतर तरीका है इसलिए वर्क प्लान या वर्क शेड्यूल को प्रकाशित करने का सबसे अच्छा तरीका हैं रिसोर्स शेड्यूल तो यहाँ मूल रूप से हम नाम दिखाते हैं कर्मचारी का नाम तब या कर्मियों का नाम फिर वे क्या गतिविधियाँ करने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि सप्ताह दिखाई देंगे प्रत्येक सप्ताह के तहत वे दिन जो हम दिखा रहे हैं और यहाँ हम प्रगति दिखाते हैं हम यहां जो कार्यक्रम चाहते हैं वह दिखता है तो इस तरह से शेड्यूल को दिखाया जा सकता है रिसोर्स शेडूल को वर्क शेड्यूल के रूप में दिखाया जा सकता है अभी इसलिए हमें इस कॉस्ट शेड्यूल के बारे में कुछ देखना होगा हमने एक्टिविटी शेड्यूल पहले ही देख ली है हमने रिसोर्स शेड्यूल भी देख ली है अब यह समय निर्धारित करने की कॉस्ट पर चर्चा करने का है इसलिए लागत कार्यक्रम आम तौर पर वे परियोजना के जीवन पर साप्ताहिक या मासिक लागत दिखाते हैं इसलिए परियोजना के लाइफ साइकिल के दौरान वीकली कॉस्ट क्या है या मंथली कॉस्ट क्या है जिसे एक फिगर या डायग्राम के रूप में दिखाया जा सकता है जिसे हम कॉस्ट शेडूल कहते हैं यह कॉस्ट का अधिक विस्तृत और सटीक अनुमान प्रदान करेगा तो यह लागत अनुसूची आपको कॉस्ट का अधिक विस्तृत और सटीक अनुमान देगी यह एक योजना के रूप में भी काम करेगा जिसके खिलाफ परियोजना की प्रगति की निगरानी की जा सकती है आप चाहते हैं कि यदि आप परियोजना की प्रगति की निगरानी करना चाहते हैं तो आप कॉस्ट शेड्यूल का उपयोग कर सकते हैं तो इसे एक योजना के रूप में माना जा सकता है जिसके खिलाफ आप परियोजना की प्रगति को माप सकते हैं जिसके खिलाफ आप परियोजना की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं कॉस्ट की गणना करना सामान्य रूप से सीधा है जहां संगठन में विभिन्न कर्मचारियों के सदस्यों और अन्य रिसोर्सेज के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फिगर हैं लेकिन जहां ऐसा नहीं हैफिर प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले कॉस्ट की गणना करनी होगी फिर वह कॉस्ट का अनुमान लगा सकता है या पहले कर सकता है फिर वह कॉस्ट शेड्यूल तैयार कर सकता है इस पाठ्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको पहले से ही विभिन्न प्रकार की को अलग अलग तरीके से बताया है जो हमने मीट्रिक विभिन्न प्रकारों के आधार पर किया है जैसे हमने डायरेक्ट कॉस्ट बनाम इनडायरेक्ट कॉस्ट लाभ देखा है फिर टेनजीबल कॉस्ट बनाम इनटेनजीबल कॉस्ट fixed कॉस्ट बनाम ओवरहेड कॉस्ट इन लागतों को हम पहले ही देख चुके हैं और अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का विकास सामान्य रूप से हो सकता है कि कॉस्ट को श्रेणीबद्ध किया जाए जैसे कि स्टाफ कॉस्ट ओवरहेड्स और उपयोग शुल्क स्टाफ कॉस्ट स्टाफ कॉस्ट में आम तौर पर कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ कर्मचारियों की अन्य डायरेक्ट कॉस्ट शामिल होगी जैसे कि सामाजिक सुरक्षा फर्मों में नियोक्ता का योगदान पेंशन योजना का योगदान छुट्टी का भुगतान और बीमारी का लाभ मुझे चिकित्सा लाभ वगैरह से मतलब है तो ये सभी स्टाफ कॉस्ट के तहत आ रहे हैं आम तौर पर इस कर्मचारी द्वारा इस साप्ताहिक कार्य रिकॉर्ड के आधार पर प्रति घंटा की दर से परियोजना का शुल्क लिया जाता है और ओवरहेड्स उस व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक संगठन में होता है जो सीधे व्यक्तिगत परियोजनाओं या नौकरियों से संबंधित नहीं हो सकता है तो कुछ उदाहरण हैं तो ये वैध हैं ये उन सभी परियोजनाओं के लिए मान्य हैं जो संगठन शुरू करता है उदाहरण के लिए स्पेस के लिए आप कितना स्पेस किराये पर दे रहे हैं आप भवन या स्पेस के लिए कितना किराए का भुगतान कर रहे हैं तो यदि आप बैंक से कुछ ऋण ले आए हैं तो ब्याज शुल्क क्या है और ह्यूमन रिसोर्स वगैरह HRA विभाग जैसे सेवा विभागों की लागत इसलिए उन सभी चीजों को नहीं किया जा सकता है जो किसी विशेष परियोजना के लिए चिह्नित हैं यह एक संगठन द्वारा किए गए सभी परियोजनाओं के लिए मान्य है इसलिए ये सभी ओवरहेड कॉस्ट के उदाहरण हैं इसी तरह कुछ संगठनों की परियोजनाओं में उपयोग शुल्क सीधे रिसोर्सेज के उपयोग के लिए लगाए जाते हैं उदाहरण के लिए यदि आप कुछ कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो प्रति घंटे आप कुछ पैसे दे सकते हैं यदि आप कुछ घंटों के लिए इस इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं कि शुल्क क्या है यदि कुछ ऑनलाइन टूल जो आप उसके लिए उपयोग कर रहे हैं या कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप प्रति घंटे के आधार पर उपयोग कर रहे हैं तो आपको कुछ भुगतान करना होगा तो कुछ चार्जेस हैं ये कुछ लागतें हैं जो उपयोग के आधार पर ली जाती हैं इसलिए कुछ संगठनों में परियोजनाओं को सीधे कंप्यूटर समय वगैरह जैसे रिसोर्सेज के उपयोग के लिए चार्ज किया जाता है या आप इंटरनेट उपयोग वगैरह कह सकते हैं और यह आम तौर पर उपयोग किए गए आधार के अनुसार होगा तो ये कुछ शुल्क हैं ये कुछ लागतें हैं जो सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट संगठन को लगानी पड़ सकती हैं और फिर इस लागत के आधार पर आप कॉस्ट शेड्यूल तैयार कर सकते हैं यह कॉस्ट शेडूल का एक उदाहरण है यहाँ आप कह सकते हैं कि एक्स अक्ष में हमने अनुमानित वीक लिए हैं और y axis में वीकली कॉस्ट लिया है इसलिए यहां हमने पहले ओवरहेड्स ले लिए हैं और ओवरहेड्स को एक निश्चित राशि में चार्ज किया जा सकता है कहते हैं कि कुल 1 लाख की ओवरहेड लागतें हैं और 5 परियोजनाएं एक साथ चल रही हैं इसलिए ओवरहेड को सभी पाँचों में समान रूप से विभाजित किया जा सकता है तो शायद प्रति प्रोजेक्ट यह 20000 आ रहा है इसलिए आम तौर पर यह एक निश्चित दर के रूप में लिया जाता है तो यही कारण है कि यह एक ओवरहेड के रूप में आ रहा है इस परियोजना में निर्धारित दर और फिर यहां इस स्टाफ की कॉस्ट शुरू में यह एक स्थिर थी फिर कुछ और अधिक महत्वपूर्ण नौकरियां हैं जहां अधिक संख्या में मैन पावर की आवश्यकता है इसलिए स्टाफिंग स्टाफ की कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है और फिर धीरे धीरे यह इस तरह से नीचे आ रहा हैइसलिए इस स्टाफिंग कॉस्ट में यहाँ दिखाया गया है तो यहाँ इस कॉस्ट शेडूल के लिए यह आप देख सकते हैं कि यह विभिन्न हफ्तों के लिए दिया गया है इसलिए हमारे पास ओवरहेड्स हैं और कर्मचारियों की लागत दिखाई जाती है तो उस आकृति में आप देखते हैं कि यह लगभग 20 सप्ताह से अधिक के साप्ताहिक खर्च को दर्शाता है हाँ यह 20 सप्ताह तक दिखाया गया है यह प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को लेने की उम्मीद करता है इसलिए यह आंकड़ा 20 सप्ताह से अधिक की साप्ताहिक कॉस्ट को दिखाता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर उम्मीद कर सकता है कि परियोजना ले जाएगी तो यह एक बहुत ही विशिष्ट लागत प्रोफ़ाइल है धीरे धीरे एक चोटी तक निर्माण आप कह सकते हैं कि यह कॉस्ट शुरू में लगभग स्थिर है तो यह धीरे धीरे यह एक उच्च राशि एक चोटी पर जा रहा है और फिर परियोजना के अंत में काफी तेजी से टेलिंग कर रहा है और फिर यह टेलिंग आप देख सकते हैं कि यह तेजी से नीचे जा रही है यह गिर रहा है और अंत की ओर कर्मचारियों की कॉस्ट नीचे गिर रही है क्योंकि उस समय तक हम परियोजना के पूरा होने के कगार पर हैं इसलिए इस कारण इस स्टाफ की कॉस्ट नीचे गिर रही है तो यह है कि आप कैसे एक कॉस्ट शेडूल तैयार कर सकते हैं शायद आपके संगठन के ओवरहेड्स पर कर्मचारियों की कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए यह एक साप्ताहिक कॉस्ट शेडूल है अब यह एक और उदाहरण है इस साप्ताहिक कॉस्ट का उपयोग करने के बजाय आप संचयी परियोजना कॉस्ट को ध्यान में रख सकते हैं तो यहाँ फिर से एक्स एक्सिस में आप सप्ताह की संख्या ले रहे हैं और यहाँ केवल वीकली कॉस्ट लेने के बजाय हमने संचयी कॉस्ट ली हैं इसलिए यदि आप संचयी कॉस्ट को सामान्य रूप से देखते हैं तो सप्ताह की संख्या बढ़ने के साथ संचयी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है तो यह एक ग्राफ के रूप में क्योंमेंलेटीव प्रोजेक्ट कॉस्ट की प्लॉटिंग करने के लिए एक और उदाहरण है इसलिए यह कॉस्ट शेडूल का एक और उदाहरण है तो ये कॉस्ट कार्यक्रम एक संकेत दे सकते हैं कि क्या आपका आपकी प्रगति सही मार्ग पर है जैसा कि आपने योजना बनाई है या कॉस्ट अधिक है या इसलिए या यह आपकी अपेक्षा के अनुसार है या यह आपकी अपेक्षाओं से कम है तो तदनुसार आप कॉस्ट शेडूल को देखते हुए उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं अब देखते हैं कि अनुक्रमों को कैसे शेड्यूल किया जाए इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है शेड्यूलिंग अनुक्रम क्या होगा सबसे पहले हम पहले से ही अंतिम वर्ग में देख चुके हैं कि हमें पहले एक एक्टिविटी प्लान या एक प्रेसिडेंस प्लान तैयार करनी होगी इसलिए कॉस्ट शेड्यूल प्राप्त करने तक एक आदर्श एक्टिविटी प्लान का उपयोग करना चाहिए इसको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के रूप में भी दर्शाया जा सकता है आइए देखें कि आदर्श एक्टिविटी प्लान के निर्माण से लेकर कॉस्ट शेडूल तक आपको क्या कदम उठाने चाहिए इसे शुरू करने के लिए आमतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर को उसे एक्टिविटी प्लान से शुरू करना चाहिए इसलिए पहले उसे एक्टिविटी प्लान का निर्माण या निर्माण करना चाहिए फिर इस एक्टिविटी प्लान का उपयोग रिस्क के आकलन के आधार के रूप में किया जा सकता है जैसा कि यह आंकड़ा मैंने दिखाया है तो शुरू में आपको एक्टिविटी प्लान तैयार करनी होगी एक तरह का ग्राफ हमने पहले से ही अपनी समस्या के लिए एक्टिविटी प्लान के लिए संभव बनाया है फिर इस गतिविधि से रिस्क मूल्यांकन के आधार के रूप में योजना को हल किया जा सकता है और फिर क्या होगा अब एक्टिविटी प्लान और रिस्क एसेसमेंट रिसोर्स एलोकेशन के लिए आधार प्रदान करेगा तो एक्टिविटी प्लान के आधार पर आप क्या रिसोर्स आवश्यकता सूची बना सकते हैं फिर रिसोर्स आवश्यकता सूची और रिस्क मूल्यांकन दोनों बातों पर विचार करके आप अपना रिसोर्स एलोकेशन तैयार कर सकते हैं जो हमने पहले ही यहां दिखाया है एक्टिविटी से एक्टिविटी प्लान का उपयोग करके प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्क एसेसमेंट तैयार कर सकता है फिर एक्टिविटी प्लान और रिस्क एसेसमेंट रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए आधार प्रदान करेगा जिसे आप रिसोर्स एलोकेशन तैयार कर सकते हैंफिर रिसोर्स एलोकेशन से आप अंतिम कॉस्ट शेड्यूल तैयार कर सकते हैं तो ये क्रम हैं जिन्हें आपको एक्टिविटी प्लान ठीक से शुरू होने वाली कॉस्ट शेड्यूल तैयार करने के लिए पालन करना चाहिए इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को एक्टिविटी प्लान के साथ शुरू करना चाहिए और इसे रिस्क एसेसमेंट के आधार के रूप में उपयोग करना चाहिए फिर एक्टिविटी प्लान और रिस्क एसेसमेंट रिसोर्स एलोकेशन के लिए आधार प्रदान करेगा और रिसोर्स शेड्यूल निर्धारित करेगा अब रिसोर्स एलोकेशनऔर रिसोर्स शेड्यूल से आप इस तरह अंतिम कॉस्ट प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं तो लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तीर द्विदिश हैं इसका मतलब है हर एक दूसरे को प्रभावित करता है इसलिए अगर एक्टिविटी प्लान में कोई बदलाव होता है रिस्क एसेसमेंट में भी बदलाव होगा और जब आप रिस्क एसेसमेंट का आकलन कर रहे हैं इसलिए आप तदनुसार एक्टिविटी प्लानको विभाजित कर सकते हैं इसी तरह आप जिस एक्टिविटी प्लान की तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पर एक्टिविटी प्लान और रिसोर्स एलोकेशन के आधार पर आप कॉस्ट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं इसलिए जब भी एक्टिविटी प्लान में कुछ परिवर्तन होगा या रिसोर्स एलोकेशन में कुछ परिवर्तन होगा कॉस्ट शेड्यूल या अनुमानित कॉस्ट अलग होगी इसलिए यदि आप लागत को फिर से विभाजित करना चाहते हैं तो उच्च मूल्य या उच्च मूल्य हाय कॉस्ट या लो कॉस्ट बना सकते हैं फिर तदनुसार आपको एक्टिविटी प्लान और रिसोर्स एलोकेशन को संशोधित करना होगा इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इन चरणों के ये घटक आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर हैं यदि आप किसी भी चरण में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अन्य चरणों को उसी के अनुसार संशोधित करना होगा इसीलिए मेरा यह कहना है कि आमतौर पर सफल रिसोर्स एलोकेशन को एक्टिविटी प्लान में संशोधन की आवश्यकता होती है इसलिए यदि आप एक सफल रिसोर्स एलोकेशन करना चाहते हैं आप एक्टिविटी प्लान को संशोधित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और अगर आप एक्टिविटी प्लान को संशोधित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा आपको यह करना होगा कि रिस्क एसेसमेंट को प्रभावित करेगा आपको रिस्क एसेसमेंट को विभाजित करना होगा क्योंकि रिस्क एसेसमेंट प्रभावित हो सकता है इसी तरह कॉस्ट शेड्यूल रिसोर्सेज को फिर से इकट्ठा करने या एक्टिविटी प्लान को संशोधित करने की आवश्यकता को इंगित कर सकती है जहां अनुसूची मूल रूप से प्रत्याशित की तुलना में उच्च समग्र परियोजना लागत को इंगित करती है आपकी पिछली योजना एक्टिविटी प्लान और रिस्क एसेसमेंट रिसोर्स एलोकेशन योजना के अनुसार यहाँ क्या कहा जा रहा है जो आपको मिल रहा है यह एक बहुत ही उच्च मूल्य है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है हमें अब लागत कम करनी होगी इसलिए यदि आप कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो प्रभावी रूप से आपको एक्टिविटी प्लान को संशोधित करना होगा आपको रिसोर्स एलोकेशन को संशोधित करना होगा हो सकता है कि हमें स्टाफ के कुछ सदस्यों को कम करना होगा इसलिए मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि कॉस्ट शेड्यूल यह संकेत दे सकती है कि रिसोर्सेज को फिर से व्यवस्थित करने या एक्टिविटी प्लान को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है जब अनुसूची मूल रूप से प्रत्याशित की तुलना में एक उच्च समग्र परियोजना लागत को इंगित करती है और यह उच्च होना चाहिए यह उच्चतम या उच्चतर परियोजना कॉस्ट है आप उस मामले में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जिसे आपको इसे कम करना होगा आपको लागत अनुसूची को संशोधित करना होगा और अप्रत्यक्ष रूप से चूंकि आप कॉस्ट शेडूल को कम कर रहे हैं आपको कॉस्ट शेडूल में संशोधन के बाद से क्या करना है आपको एक्टिविटी प्लान को भी संशोधित करना होगा और आपको रिसोर्स एलोकेशन योजना को भी संशोधित करना होगा और आपको उपयोग के लिए कुछ रिसोर्सेज को कम करना पड़ सकता है आप कुछ मैनपावर को भी काट सकते हैं योजनाओं और अनुसूचियों के बीच का परस्पर संबंध जटिल है आप देख सकते हैं कि सब कुछ अन्य चीजों के साथ जुड़ा हुआ है वे द्विदिश हैं हर कोई प्रभावित कर रहा है हर घटक अन्य घटकों को प्रभावित कर रहा है योजनाओं और अनुसूचियों के बीच का परस्पर संबंध बहुत जटिल है एक अनुसूची में कोई भी बदलाव दूसरों को प्रभावित करेगा इसलिए शेड्यूल तैयार करते समय कुछ कारकों को पैसे के मामले में सीधे तुलना की जा सकती है तो अतिरिक्त कर्मचारियों के होने की लागत को प्रक्षेपण की तारीख में देरी की लागत के खिलाफ संतुलित किया जा सकता है इसलिए यदि यह संभव है कि परियोजना की पूर्णता तिथि थोड़ी देरी हो सकती है फिर हम अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए नहीं जा सकते लेकिन अगर परियोजना की पूर्णता तिथि को सख्ती से पूरा करना है फिर हमें अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों को नियुक्त करना होगा तो यही कारण है कि कुछ कारकों को पैसे के मामले में सीधे तुलना की जा सकती है उदाहरण के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने की कॉस्ट इसे संतुलित किया जा सकता हैइसकी तुलना इस बात से की जानी चाहिए कि परियोजना की पूर्णता तिथि को बढ़ाया जा सकता है या इसमें देरी हो सकती है इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए लेकिन कुछ कारक हालाँकि उन्हें पैसे के मामले में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है उदाहरण के लिए एक बढ़ते एक बढ़ते हुए रिस्क की कॉस्ट को व्यक्त करना इसलिए अगर हम समय सीमा को नहीं पाते हैं तो हम कुछ ग्राहकों को खोने का रिस्क क्या होगा वे हमारी कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाएंगे इसलिए इस प्रकार के बढ़े हुए रिस्क को कैसे मापें अगर मैं इन चल रही गतिविधियों को लोगों को स्वचालित नहीं करूंगा क्योंकि आजकल हर कोई कंप्यूटराइजेशन एक्टिविटीज के लिए जा रहा हैइसलिए यदि अभी भी हम अपनी एक्टिविटीज को मैन्युअल रूप से कर रहे हैं तो एक रिस्क हो सकता है कि ग्राहक अन्य कंपनियों में स्थानांतरित हो सकते हैं तो यहां कौन से जोखिम जुड़े हैं पैसे के मामले में इन रिस्क की कॉस्ट को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है और इसमें विषय का एक तत्व शामिल होगा बेशक ये स्वभाव से व्यक्तिपरक हैं हम इन्हें मात्रा नहीं दे सकते तो कुछ कारकों को सीधे पैसे के मामले में तुलना की जा सकती है जैसे कि अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने की कॉस्ट जो परियोजनाओं की समाप्ति तिथि में देरी की कॉस्ट के खिलाफ संतुलित हो सकता है लेकिन कुछ कारक हालांकि उदाहरण के लिए धन के संदर्भ में उन्हें व्यक्त करना मुश्किल है वृद्धि के रिस्क की कॉस्ट और यह निश्चित रूप से विषयवस्तु के तत्व पर शामिल होगा हां बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जबकि अच्छी परियोजना नियोजन सॉफ्टवेयर वे परिवर्तन के परिणामों को प्रदर्शित करने और योजना को सिंक्रनाइज़ रखने में बहुत सहायता करेंगे लेकिन सफल परियोजना का समय निर्धारण प्रोजेक्ट मैनेजर के कौशल और अनुभव पर निर्भर करता है यह बहुत मायने रखता है कौशल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर का अनुभव क्या हैजो इस परियोजना के समय निर्धारण के दौरान बहुत प्रभावित करेगा कई कारकों में बाजीगरी जो हमने देखे हैं कि वे परियोजना के विकास में शामिल हैं इसलिए जबकि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर वे परिवर्तनों के परिणामों को प्रदर्शित करने और योजना को सिंक्रनाइज़ रखने में बहुत सहायता करेंगे सफल परियोजना निर्धारण पूरी तरह से निर्भर है यह परियोजना विकास में शामिल कई कारकों की बाजीगरी में प्रोजेक्ट मैनेजर के कौशल और अनुभव पर काफी हद तक निर्भर है यह लागत अनुसूची के बारे में कुछ है इस तरह हमने रिसोर्से शेड्यूल को देखा है जो हमने देखे हैं इसलिए हमने व्यक्तियों को रिसोर्स एलोकेशन और एलोकेशन के दौरान विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा की है हमने यह भी प्रस्तुत किया है कि कैसे काम अनुसूची या कार्य योजना का उपयोग करके रिसोर्से शेड्यूल प्रकाशित करें हम बेहतर तरीके से कार्य शेड्यूल का उपयोग करके रिसोर्सेशेड्यूल प्रकाशित कर सकते हैं हमने यह भी प्रस्तुत किया है कि कॉस्ट शेडूल का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए हमने यह भी बताया है कि एक्टिविटी के निर्माण कोच प्लानिंग के लिए एक्टिविटी प्लान से शुरू होने वाला क्रम निर्धारण क्रम क्या है